इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने ऑसीलेशन के लिए मानदंड की आवश्यकता को देखा है सही और सारांश में हमने बार्कहाउज़ेन मानदंड को सही समझा है अब इस मॉड्यूल में हम देखते हैं कि हम ऑसिलेटर को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं इसलिए यदि आप स्क्रीन पर वापस आते हैं तो हम जो देख सकते हैं वह यह है कि ऑसिलेटर को आउटपुट वेवफॉर्म की प्रकृति आवृत्ति आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है आउटपुट वेवफॉर्म की प्रकृति के मापदंड फ्रीक्वेंसी वगैरह की एक श्रृंखला का उपयोग करते है तो कुछ वर्गीकरण कमाल पर आधारित होते हैं आउटपुट वेव फॉर्म पर आधारित होते हैं सर्किट घटकों के आधार पर होते हैं ऑपरेटिंग आवृत्ति के आधार पर होते हैं फीडबैक प्रदान किया गया है या नहीं इस पर आधारित होते हैं सही है आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि ऑसिलेटर को कैसे वर्गीकृत किया जाता है तो आउटपुट वेव फॉर्म के आधार पर इसका क्या मतलब है कि वर्गीकृत एक साइनसोइडल और नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर सही है तो या तो यह हमें साइन वेव और आउटपुट देगा या यह साइन वेव नहीं देगा इसका मतलब है यह एक स्क्वायर वेव दे सकता है यह एक ट्रायंगुलर वेव दे सकता है यह किसी भी अन्य तरंगों को दे सकता है जो साइन वेव नहीं हैं तो या तो साइनुसाइडल या नॉन साइनुसाइडल सभी सही साइनुसाइडल या नॉन साइनुसाइडल ऑसीलेटर विशुद्ध रूप से साइनुसाइडल waveforms उत्पादित करते हैं सही आउटपुट पर नॉन साइनुसाइडल वेवफॉर्म उत्पादित करते हैं स्क्वायर वेवट्रायंगुलर वेव वगैरह आसान बहुत आसान है ठीक है तो सर्किट घटकों के आधार पर जो ऑसिलेटर्स रेसिस्टर्स आर कैपेसिटर का उपयोग करते हैं उन्हें RC ऑसिलेटर्स कहा जाता है सही जिन्हें इंडक्टर और कैपेसिटर की आवश्यकता होती है उन्हें LC ऑसिलेटर्स कहते हैं इंडक्टर L कैपेसिटर C कहा जाता है कुछ LC ऑसिलेटर्स में क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है उन्हें क्रिस्टल ऑसिलेटर्स कहा जाता है कुछ ऑसिलेटर्स में क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है और इन ऑसिलेटर्स को क्रिस्टल ऑसिलेटर्स कहा जाता है इसलिए सर्किट घटकों के आधार पर याद रखना बहुत आसान है अब ऑपरेटिंग आवृत्ति के आधार पर देखते हैं कि हम ऑसिलेटर को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं तो ऑपरेटिंग आवृत्ति के आधार पर ऑसिलेटर्स को कम आवृत्ति ऑसिलेटर्स या एक आवृत्ति ऑसिलेटर्स LF के रूप में वर्गीकृत किया जाता है AF उच्च आवृत्ति ऑसिलेटर्स या RF ऑसिलेटर्स RC ऑसिलेटर्स कम आवृत्ति पर उपयोग किया जाता है और LC ऑसिलेटर्स का उच्च आवृत्ति पर उपयोग किया जाता है तो आवृत्ति के आधार पर अगर कम आवृत्ति ऑसिलेटर्स आम तौर पर यह RC ऑसिलेटर्स होगा यदि उच्च आवृत्ति ऑसिलेटर्स यह LC ऑसिलेटर्स होगा इसलिए घटक के आधार पर हमने आउटपुट वेवफॉर्म के आधार पर देखा है जिसे हमने आवृत्ति के आधार पर देखा है अब हम देखते हैं कि फीडबैक का उपयोग किया जाता है या नहीं इसके आधार पर हम देखते हैं इसलिए यदि मैं फीडबैक के आधार पर देखता हूं कि ऑसिलेटर्स जो सकारात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग करता है उसे फीडबैक प्रकार ऑसिलेटर कहा जाता है और जो किसी भी प्रकार का उपयोग नहीं करते हैं या किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया का उपयोग नहीं करते हैं उन्हें गैर प्रतिक्रिया प्रकार ऑसिलेटर कहा जाता है गैर प्रतिक्रिया ऑसिलेटर्स ऑसिलेशन उत्पन्न करने के लिए कैरेक्टरस्टिक्स के नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र का उपयोग करते हैं UJT रिलैक्सेशन ऑसिलेटर्स इस प्रकार के ऑसिलेटर्स का एक प्रकार है जो गैर प्रतिक्रिया प्रकार ऑसिलेटर्स है सब ठीक है तो ये ऑसिलेटर्स के प्रकार या वर्गीकरण हैं अब पहले ऑसिलेटर् को देखते हैं जो हमारा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर् है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर् क्या हैं RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर् में एक एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क होता है जो प्रतिरोधों और कैपेसिटेंस से बना होता है मूल RC सर्किट को यहां दिखाया गया है अभी हम देखते हैं कि Vo क्या है पॉजिटिव फेज एंगल इंगित करता है कि फेज एंगल phase angle या एंगल phi द्वारा करंट वोल्टेज से लीड करता है अब Vo IR सही आसान और आउटपुट वोल्टेज Vo को प्रतिरोध के पार छोड़ दिया जाता है यह करंट के साथ फेज में होता है क्योंकि आउटपुट वोल्टेज कोण phi द्वारा इनपुट वोल्टेज को लीड करता है जिसे सर्किट का फेज एंगल कहा जाता है और यह R और C पर निर्भर करता है तो हम इस सब कुछ से क्या समझते हैं यह पूरी स्लाइड यह है कि इस विशेष फेज में चूंकि करंट वोल्टेज को कोण द्वारा लीड कर रहा है जिससे हमें लगता है कि जब CR की तुलना में बहुत बड़ा हो जाता है तो फेज एंगल 90 डिग्री की तरफ बढ़ता है इसका मतलब है एक R और C के साथ यदि c बहुत अधिक है तो RC आपके R की तुलना में बहुत अधिक है तो मेरा फेज शिफ्ट आउटपुट में 90 डिग्री होगा लेकिन व्यवहार में मान ऐसे चुने जाते हैं कि 1 RC हमें 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान करेगा लेकिन मूल्य ऐसे प्रदान किए जाते हैं कि एक RC 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान करता है इसलिए अगर मुझे चाहिए कि एक RC 60 डिग्री है तो अगर मेरे पास एक एम्पलीफायर है जो मेरा इनवर्टिंग एम्पलीफायर है ठीक है अगर मैं एक सिग्नल लागू करता हूं तो मेरा आउटपुट फेज से 180 डिग्री बाहर होगा यह 0 है यह 180 डिग्री है इसका मतलब है मेरे फीडबैक को एक और 180 डिग्री फेज शिफ्ट का उत्पादन करना चाहिए इसलिए मेरा फीडबैक सिग्नल भी 0 डिग्री होगा सही है यह हमने देखा है अब एक RC जिसे हमने अंतिम स्लाइड में देखा है क्या हम उस मूल्य को समायोजित करेंगे जैसे कि यह 60 डिग्री फेज शिफ्ट प्रदान करता है तो कितने RC सर्किट 180 डिग्री के लिए हमें चाहिए बहुत आसान सही 60 3 180 डिग्री इसका मतलब है हमें 3 R और 3 C की आवश्यकता है जो इस स्लाइड में दिखाया गया है यह वही है सही है आइए देखें कि क्या दिखाया गया है आइए हम एक बार फिर से देखें यदि एम्पलीफायर ने 180 डिग्री की एक फेज शिफ्ट प्रदान की है तो फीडबैक नेटवर्क को बार्कहाउज़ेन मानदंड को पूरा करने के लिए 180 डिग्री प्रदान करना चाहिए क्योंकि बार्कहाउज़ेन मानदंडयह है कि इनपुट फेज को आउटपुट फीडबैक प्रदान करना चाहिए जोकि ऑसिलेटर के इनपुट के लिए फेज में 0 डिग्री या फेज में 360 डिग्री होना चाहिएसही इसलिए एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में RC सर्किट के 3 R सेक्शन को कैस्केड में जोड़ा जाता है प्रत्येक में 60 डिग्री की फेज शिफ्ट दी जाती है यह तीनों कुल मिलाकर 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रदान करते हैंयह वही है जिस पर हमने चर्चा की हैसही RC फेज नेटवर्क में 3 RC अनुभाग शामिल हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है जो कि यहां पर दिखाया गया है इसलिए यदि मेरे पास इनपुट पर एक संकेत है तो मेरा आउटपुट फेज से 180 डिग्री या किसी अन्य तरीके से होगा यह एक बीटा है फीडबैक नेटवर्क है यह एक केस है कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा बीटा है यह मेरा बीटा है इसलिए यदि मैं आउटपुट वोल्टेज लागू करता हूं जिसका फेज शिफ्ट 180 डिग्री या इनपुट के साथ फेज से बाहर है तो इनपुट पर मेरी प्रतिक्रिया फिर से 0 डिग्री होगी क्योंकि 180 प्लस 180 यह यहां से 60 है यहां से 60 यहां से 60 है तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट यह 0 हो जाता है या 360 डिग्री फेज शिफ्ट सही नेटवर्क को लैडर नेटवर्क भी कहा जाता है सभी कैपेसिटर मान सभी रजिस्टर मान समान होते हैं तो आवृत्ति के लिए RC का प्रत्येक खंड 60 डिग्री की एक फेज शिफ्ट का उत्पादन करता है इसलिए यदि मैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर डिजाइन करना चाहता हूं तो मैं फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कैसे डिजाइन कर सकता हूं Transistorized एम्पलीफायर के बजाय op amp का उपयोग किया जाता है op amp फीडबैक सर्किट को सेट करके एक स्थिर गेन प्रदान करता है सही है आप यहां देख सकते हैं यदि मैं ट्रांजिस्टर बेस एम्पलीफायर का उपयोग करता हूं लेकिन अगर मेरे पास जो हम पढ़ रहे हैं वह है op amp बेस एम्पलीफायर तो यह अब opamp है यहां गेन यह है कि मैं RF और RI के मूल्य को बदलकर प्रवर्धन कारक को बदल सकता हूं एक और बात यह है कि जो कुछ भी मैंने अपने आउटपुट पर यहां op amp पर पेश किया है वह मेरे पास होगा 180 डिग्री फेज शिफ्ट क्योंकि यह इनवर्टर एम्पलीफायर है तो यह 180 डिग्री फेज शिफ्ट मेरे RC नेटवर्क को प्रदान की जाती है इसलिए इस बिंदु पर मेरे पास 0 या 360 डिग्री की फेज शिफ्ट होगी यही वह है जो लिखा है कि opamp का उपयोग इनवर्टिंग मोड में 180 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए किया जाता है RCनेटवर्क डिवाइस 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रदान करता है यह चित्र में दिखाया गया है Opamp का गेन प्रतिरोधों RF और RI की सहायता से समायोजित किया गया है ताकि opamp गेन का और प्रतिक्रिया नेटवर्क का गुणा आवश्यक ऑसिलेशंस को प्राप्त करने के लिए एक से थोड़ा अधिक हो इसका मतलब है उसने जो कहा वही बात बार बार हम अलग अंदाज में कहेंगे कि शुरू में ऑसिलेशंस शुरू करने के लिए मेरा A गुणा beta एक से अधिक है एक बार जब बीटा के ऑसिलेशंस होते हैं तो वह एक के बराबर होना चाहिए तो आप RF और RI के मूल्य को बदलकर इसे बदल सकते हैं यहां फीडबैक है यह यहां आउटपुट से इनपुट तक बीटा के आउटपुट तक जुड़ा हुआ है जो ऑसिलेटर के इनपुट के लिए फीडबैक नेटवर्क है इसलिए प्रभावी RC फीडबैक नेटवर्क को यहीं चित्र में दिखाया गया है तो यह VI है यह Vo है जो Vf के बराबर है अब यह वह आवृत्ति है जिस पर ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा यह वह आवृत्ति है जिस पर RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा इसलिए हमने इस विशेष मॉड्यूल में जो देखा है वह यह है कि ऑसिलेटर का RC फेज है जो हमने इस मॉड्यूल में देखे हैं और यह इस विशेष मॉड्यूल का एक अंतिम पक्ष है जिसे हमने देखा है कि RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं यदि हमारे पास एक इनवर्टिंग एम्पलीफायर है तो हमें 180 डिग्री की एक फेज शिफ्ट प्राप्त करने के लिए 3 R और 3 C का उपयोग करना होगा क्योंकि 1 आर और 1 सी हमें 60 डिग्री फेज शिफ्ट देंगे तो हमने देखा है कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की आवृत्ति के लिए R और C का उपयोग कर हमारे पास 1 2πR√6 के तहत आवृत्ति सूत्र 12πRC है इसलिए अगर मेरे पास सूत्र है यदि बीटा एक से अधिक या उसके बराबर है तो मेरा गेन 29 के बराबर होना चाहिए इस प्रकार हम जानते हैं कि जब भी आपके पास एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है तो आपका गेन 29 होना चाहिए और आपका बीटा 129 होना चाहिए आप फिर से देखें कि महत्वपूर्ण बिंदु है कि बीटा का मान आपके गेन मूल्य के मुकाबले बहुत छोटा है यदि बीटा 129 है और दूसरा 180 डिग्री की फेज शिफ्ट है क्यों 180 डिग्री क्योंकि हमने इनवर्टिंग एम्पलीफायर का उपयोग किया है सहीहमने इनवर्टिंग एम्पलीफायर का उपयोग किया है तो RC फेज शिफ्ट 3 RC हमें 1 डिग्री इनवर्टिंग एम्पलीफायर 180 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री प्रदान करेगी जो कि इनपुट को वापस प्रदान किया जाता है बार्कहाउज़ के मानदंडों के अनुसार दूसरा बीटा 1 के बराबर होगा इसलिए दोनों मानदंडों को संतुष्ट करते हुए अब हम समझ सकते हैं कि हम RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम समझ सकते हैं कि हम RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम प्रायोगिक भाग में ऑसिलेटर के कुछ उदाहरण भी देखेंगे तो आप देखते हैं कि हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं और कैसे हम ऑसिलेटर पर आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं जब हम कोई इनपुट प्रदान नहीं करते हैं इसलिए शुरू में हमारे पास एक से अधिक बीटा होगा और फिर यह 1 के बराबर बीटा बन जाएगा तो अब अगले मॉड्यूल में हम क्या देखेंगे हम ऑसिलेटर का एक और वर्ग देखेंगे जिसे वेन ब्रिज ऑसिलेटर कहा जाता है तो वेन ब्रिज ऑसिलेटर क्या हैं हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे तब तक आप बस इस RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और इसके काम करने के तरीके को देखते हैं तो तब तक फिर आप इसे पढ़ें और मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा अलविदा